पादप विकास जीवविज्ञान के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हम विकासात्मक जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए रिवर्स जेनेटिक्स आधारित दृष्टिकोण की चर्चा कर रहे थे उस वर्ग में हमने विकास कार्यों के लिए जीन की पहचान और उसको प्रथक करने को कवर किया है अब हमने कार्यात्मक जीनोमिक्स आधारित दृष्टिकोण को शुरू करेंगे कार्यात्मक जीनोमिक्स आधारित दृष्टिकोणों में हमने पहले चरण पर चर्चा की जीन एक्सप्रेशन को मॉनिटर करना और हम हमने देखा है कि व्यक्तिगत जीन के अभिव्यक्ति के पैटर्न को कैसे चेक करेंगे अब हम ज्यादातर ग्लोबल जींस पर ध्यान देंगे ग्लोबल जींस एक्सप्रेशन पैटर्न का अध्ययन कैसे किया जाता है और अभिव्यक्ति के पैटर्न के अध्ययन के लिए कौन से तरीके हैं आप पुनः समस्या को ठीक कर सकते हैं तो जिनोमिक अथवा ग्लोबल जीन अभिव्यक्ति विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जीना का विभिन्न परिस्थितियों में पहचान करना है यह अलग अलग अंग हो सकते हैं यह अलग अलग ऊतक हो सकते हैं यह अलग अलग चरण हो सकते हैं यह एक जंगली प्रकार और किसी भी संयोजन के म्यूटेंट के बीच अलग अलग स्थिति हो सकती है आप विकास के संबंध में जो कुछ भी चुन सकते हैं और फिर आप जीनोमिक्स पर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और उन सभी जीनों की पहचान करते हैं जो दो स्थितियों अथवा दो अंगों के बीच व्यक्त होते हैं या अन्य कोई और और एक डिफरेंशियल जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन करने के कई तरीके हैं इसलिए मैं उनमें से कुछ को यहां सूचीबद्ध करूंगा लेकिन हम केवल कुछ पर ध्यान केंद्रित करेंगे पहला जीन अभिव्यक्ति का क्रमिक विश्लेषण था SAGE यहां लोगों ने बड़ी संख्या में सीडीएनए क्लोनों से कुछ लघु अनुक्रम टैग प्राप्त करना शुरू किया और वे फिर वे इसे सीक्वेंस करते हैं और डिफरेंशियल जीन अभिव्यक्ति पैटर्न की पहचान करते हैं तो दूसरा तरीका डिफरेंशियल डिस्प्ले RT PCR था यहां लोग क्या करते थे कि वे संपूर्ण RNA की दो पापुलेशन को चुनते थे वे cDNA बनाते थे एक जेल को रन करते थे और फिर यह पहचानने का प्रयत्न करते थे कि एक परिस्थिति में कौन सा विशिष्ट जीन गायब है और दूसरे परिस्थिति में वह उपस्थित है या इसका उल्टा भी हो सकता है और तब उस बैंड को कट करते थे फ्रेगमेंट को एंपलीफाय बढ़ाते करते थे सीक्वेंस को क्लोन करते थे और यह पहचानते थे कि जीन क्या है दूसरा तरीका है सब्सट्रैक्टिव शंकरण यह केवल cDNA फ्रेगमेंट का PCR आधारित एमप्लीफिकेशन प्रवर्धन है जो दो परिस्थितियों में भिन्न हो सकती है यहां मैसेंजर आर एन ए की दो पॉपुलेशन के लिए आप सी डी cDNA बनाते हैं और फिर सब्सट्रैक्शन घटाव करते हैं घटाव के बाद आप केवल उस पापुलेशन को पहचानते हैं और अलग करते हैं जो कि भिन्न तरीके से अभिव्यक्त हुई है और फिर विशेष रूप से आप उन्हें एंपलीफाय कर सकते हैं और फिर उन्हें पहचान सकते हैं तकनीक जो बहुत व्यापक रूप से अधिकांश जीनोमिक्स आधारित डिफरेंशियल अभिव्यक्ति पैटर्न विश्लेषण में उपयोग की गई थी वह माइक्रोएरे थी माइक्रोएरे वह तकनीक थी जिसमें छोटे टुकड़े फ्रेगमेंट या छोटे एकल stranded ऑलिगोस को एक चिप पर देखा जाता था और फिर कुल आरएनए को डिफरेंशियल अभिव्यक्ति की पहचान करने के लिए एक विशेष स्थिति से अलग कर दिया जाता था हम माइक्रोएरे को विस्तार से देखेंगे यह कैसे उपयोग किया गया है क्योंकि यह पौधे के विकास जीव विज्ञान में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में से एक है और अब हाल ही में अगली पीढ़ी के अनुक्रमण ने वास्तव में पूरे परिदृश्य को बदल दिया है माइक्रोएरे की तुलना में आरएनए अनुक्रमण के बहुत लाभ हैं तो ये विभिन्न विधियाँ हैं जिनका उपयोग विभिन्न स्थितियों या विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं में विभिन्न अभिव्यक्ति पैटर्न का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है इसलिए माइक्रोएरे में जाने से पहले मैं विभिन्न तकनीकों के कुछ विशिष्ट उदाहरण देता हूं जिसका उपयोग किया गया था उदाहरण के लिए यहां एक विधि के रूप में SAGE का उपयोग करके चावल के अंकुर में ट्रांसक्रिप्ट प्रोफाइलिंग की गई थी तो यह प्रयोग किया गया था और लोगों ने यहाँ डिफरेंशियल अभिव्यक्ति की पहचान की है फिर यह एक उदाहरण है जहां डिफरेंशियल डिस्प्ले आरटी पीसीआर किया गया था यह MADS बॉक्स है जिसमें चावल में ट्रांसक्रिप्शन कारक है यह जीन जो MADS 1 है इसे सीपाल के रूप में व्यक्त किया गया था जो चावल के मामले में लेम्मा और palea है लेकिन यह आंतरिक अंग में व्यक्त नहीं किया गया था लेकिन जब जीन को उत्परिवर्तित किया गया था जब इस जीन को शांत किया गया था तो इसका प्रभाव आंतरिक पुष्प अंगों में भी देखा गया था उदाहरण के लिए लॉरिक्यूलस और पुंकेसर तब सवाल था अगर जीन इस ऊतक में मौजूद नहीं है तो यह कैसे आर है तो एक संभावना यह थी कि शायद यह सक्रिय हो रहा है क्योंकि बहुत प्रारंभिक चरण में यह पूरे पुष्प प्रधानता में व्यक्त किया गया था इसकी परिकल्पना की गई थी कि शायद यह कुछ शुरुआती नियामकों को बहुत प्रारंभिक चरण में सक्रिय कर रहा है जिनकी अभिव्यक्ति मूल रूप से आंतरिक पुष्प अंगों में होती है और इसे नियंत्रित करती है इस तरह के जीन की पहचान करने के लिए विभेदक प्रदर्शन आरटी पीसीआर को लिया गया था और फिर ऐसे जीनों में से एक की पहचान की गई थी जो ओएमजीएसएच 3 था और यह दिखाया गया था कि वास्तव में OsMGH3 को आंतरिक पुष्प अंगों में व्यक्त किया गया था यह नॉर्दन ब्लॉट है और यह है OsMGH3 का अभिव्यक्ति पैटर्न आप यह wild type में देख सकते हैं जबकि यहां पर लीफ सीथ अभिव्यक्त नहीं है जबकि युवा पेनिकल में चावल के मामले में पेनिकल ही पुष्पक्रम है यह एक बहुत ही उच्च स्तर का एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति है लेकिन यदि आप कुछ क्रम को देखते हैं जो कि म्युटेंट पेनिकल है जहां पर MASDI डाउन रेगुलेटेड है वहां OsMGH3 की अभिव्यक्ति भी गायब हो जाती है इसका तात्पर्य है कि यहां पर इस जीन का अंग विशेष या उत्तक विशेष विनियमन है जीन केवल पेनिकल में अभिव्यक्त हुआ है जबकि लीफ शीथ मैं नहीं और इसका एक्सप्रेशन अथवा सक्रियण MADSI पर निर्भर करता है तो यह डिफरेंशियल डिस्पले RT PCR का एक उदाहरण है तब इस अध्ययन में निम्न गुणवत्ता के संकरण का उपयोग किया गया था जहां उन्होंने बिना बीजों और बीजदार वैरायटी के बीच पुष्पीय अंगों के विकास के समय होने वाले जीन एक्सप्रेशन की तुलनात्मक रूप से ट्रांसक्रिप्ट रूपरेखा तैयार की है और मैं विस्तार मैं नहीं जाऊँगा फिर जो तकनीक माइक्रोएरे है तो माइक्रोएरेएक प्रकार की चिप है जो आरएनए अनुक्रमण से पहले उत्पन्न होती है और व्यापक रूप से पोस्ट जीनोमिक युग में उपयोग की जाती है एक बार जीनोम अनुक्रम किया गया था और सभी जीनों के अनुक्रम की पहचान की फिर उन जीनों के प्रोब को डिजाइन किया गया और इन प्रोब को इन चिप्स में देखा गया इसलिए प्रत्येक जीन के लिए हमारे पास एक प्रोब था और फिर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की पहचान करने के लिए दो तरीके थे एक दो रंग तरीका था और दूसरा एक रंग तरीका है तो एक रंग के तरीके में आपको क्या करना है यह मानकर चलें कि आप एक जंगली प्रकार के नमूने का परीक्षण करना चाहते हैं जो कि आपका टेस्ट या उत्परिवर्तित नमूना है तो आप उन जीनों की पहचान करना चाहते हैं जो इस जंगली प्रकार और इस उत्परिवर्ती के बीच अंतर व्यक्त करते हैं और आप क्या कर सकते हैं आप जंगली प्रकार से कुल आरएनए निकाल सकते हैं म्यूटेंट से कुल आरएनए तब आप इस आरएनए को लेबल कर सकते हैं और लेबलिंग का एक तरीका था बायोटिन लेबल्ड cRNA संश्लेषण दोनों को मूल रूप से लेबल किया गया था इसलिए इन दो स्थितियों में संपूर्ण आरएनए आबादी को लेबल किया गया और फिर इस लेबल cRNA का उपयोग चिप्स पर संकरण करने के लिए किया गया तो अब इन चिप्स में एक समान मात्रा में प्रतिनिधित्व किए गए ग्लोबल जीन शामिल हैं अब हम मानते हैं कि एक जीन ए है जो जंगली प्रकार के मामले में अधिक है लेकिन उत्परिवर्ती के मामले में यह विनियमित हो रहा है फिर आप जंगली प्रकार में अधिक cRNA की उम्मीद कर रहे हैं उत्परिवर्ती में cRNA कम और जब आप चिप पर हाइब्रिड करते हैं तो आप जंगली प्रकार के मामले में उस प्रोब के लिए अधिक संकेत की उम्मीद कर रहे हैं जबकि उत्परिवर्ती के मामले में कम संकेत और फिर यदि आप सिग्नल की तीव्रता की तुलना करते हैं तो आप डेटा अधिग्रहण स्कैनिंग करते हैं और यदि आप संकरण के निरपेक्ष मूल्य की गणना करते हैं तो आप जंगली प्रकार और उत्परिवर्ती के बीच जीन ए के अभिव्यक्ति पैटर्न में अंतर की पहचान कर सकते हैं और फिर विश्लेषण का एक और तरीका यह था कि हम मान लें एक समान मामले में आपके पास जंगली प्रकार आरएनए है आपके पास उत्परिवर्ती आरएनए है और फिर आप दोनों नमूने से कुल आरएनए लेते हैं और फिर आप उन्हें दो अलग अलग डाई के साथ लेबल करते हैं उदाहरण के लिए यह साइबर 5 है यह साइबर 3 है साइबर 5 लाल रंग देगा साइबर 3 हरा रंग देगा और फिर आप कुल cRNA की समान मात्रा लेते हैं और एक ही चिप पर संकरण करते हैं तो मूल रूप से इन दो तरीकों के बीच का अंतर था यहां दोनों cRNA को एक ही लेबल के साथ लेबल किया गया था जबकि यहां उन्हें अलग अलग लेबल के साथ लेबल किया गया है यहां उनकी जांच की गई उन्हें दो अलग अलग स्वतंत्र चिप्स पर संकरणित किया गया यहां दोनों को एक ही चिप पर संकरणित किया जा रहा है तो चलो मान लेते हैं कि कोई चिप है जो जीन ए के लिए है अब आम तौर पर अगर ए का अभिव्यक्ति स्तर जंगली प्रकार और उत्परिवर्ती में समान है तो आप cy 5 लेबल cRNA और cy 3 लेबल cRNA की समान मात्रा मैं इस विशेष प्रोब के साथ संकरण की उम्मीद कर रहे हैं तो आप लाल सिग्नल और ग्रीन सिग्नल की समान राशि की उम्मीद कर रहे हैं जो परिणाम स्वरूप पीला संकेत देगा लेकिन उदाहरण के लिए अगर उनमें से कोई भी अलग अलग मौजूद है अगर अभिव्यक्ति जंगली प्रकार में अधिक है तो आप हरे रंग की तुलना में अधिक लाल सिग्नल की उम्मीद कर रहे हैं और फिर इन धब्बों का रंग बदल जाएगा यह लाल की ओर अधिक होगा यदि जीन डाउन रेगुलेटेड है तो यह हरे रंग की तरफ ज्यादा होगा तो इस रंग और मात्रात्मक आधार पर आप वास्तव में wild type और उत्परिवर्तन के बीच fold के बदलाव को कैलकुलेट कर सकते हैं इन तकनीकों का उपयोग आप विभिन्न चरणों के लिए भी कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस विशेष मामले में लोगों ने उन जीनों का अध्ययन किया है जो चावल के पेनिकल के विकास या फूलों के विकास के विभिन्न विकास के चरणों में भिन्न रूप से व्यक्त किए जाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप इन चरणों को लेते हैं तो यह चरण शून्य है जो मूल रूप से वनस्पति चरण है और यह आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है यह vegitative चरण है और फिर vagitative से प्रजनन चरण तक संक्रमण होता है फिर संक्रमण के बाद इस पुष्पक्रम में विकास के विभिन्न चरण होते हैं यहाँ प्राथमिक शाखा मेरिस्टेम और फिर द्वितीयक शाखा मेरिस्टेम द्वितीयक स्पाइकलेट मेरिस्टेम इसलिए लोगों ने क्या किया है उन्होंने इन सभी विभिन्न चरणों से आरएनए लिया है और उन्होंने माइक्रोएरे विश्लेषण किया है वे उस जीन की पहचान कर सकते हैं जो एक विशेष विकासात्मक अवस्था में मौजूद है लेकिन विभिन्न विकासात्मक अवस्था में अनुपस्थित है या एक विशेष जीन डायनामिक एक्सप्रेशन पैटर्न कैसे विकास के संपूर्ण चरणों में उपस्थित है उदाहरण के लिए कुछ जीन यहां अनुपस्थित हो सकते हैं और फिर वे अचानक सक्रिय हो रहे हैं और वे विकास के दौरान बनाए रखे जाते हैं या वे इस विकासात्मक डोमेन में सक्रिय हैं और फिर वे नीचे जा रहे हैं तो इस तकनीक का उपयोग करते हुए आप डायनामिक एक्सप्रेशन पैटर्न का विश्लेषण कर सकते हैं और सब कुछ हम वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं और हम पहचान कर सकते हैं उदाहरण के लिए कुछ जीनों का परीक्षण यहां किया गया है तो आप यह जाँच कर सकते हैं कि यह RT PCR एनालिसिस है यदि आप जीन LAX देखते हैं तो जीन LAX 0 चरण पर बहुत कम है लेकिन 1 2 3 4 5 चरणों में अभिव्यक्ति स्तर बढ़ता जा रहा है जबकि यदि आप इस FZP को लेते हैं जो कि FRIZZY PANICLE है तो स्टेज 4 मैं अभिव्यक्ति शुरू होती है या केवल इससे सक्रिय होती है और बाद में स्टेज 5 में जारी है यह प्रारंभिक चरण में मौजूद नहीं है जबकि यह MADS3 चरण 5 में सक्रिय हो रहा है तो इस प्रकार इस तरह का व्यापक जीनोम अथवा डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस का अध्ययन करने में माइक्रोएरे बेहद उपयोगी था यह एक माइक्रोएरे का एक और उदाहरण है जिसका उपयोग किया गया था और यहां उन्होंने एमएडीएस बॉक्स पर अपने अध्ययन को केंद्रित किया है जिसमें जीन शामिल हैं मैं MADS जीन वाले बॉक्स पर सबसे अधिक ध्यान क्यों दे रहा हूं क्योंकि यह वह वर्ग था जो बहुत सारी विकासात्मक प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित है यहां उन्होंने परिपक्व पत्ती जड़ें 7 दिन पुराने अंकुर और फिर अलग अलग आकार के पैनल्स जैसे बड़ी संख्या में ऊतक लिए हैं विभिन्न आकार का पेनिकल या पुष्पक्रम इस एक के मामले में विभिन्न विकास चरणों को दर्शाता है और फिर उन्होंने माइक्रोएरे विश्लेषण के माध्यम से अभिव्यक्ति पैटर्न की जांच की है और वे क्या पहचान सकते हैं बहुत सारे जीन हैं इसलिए यदि हरे रंग की अभिव्यक्ति कम है तो लाल उच्च अभिव्यक्ति है एक विशेष जीन के लिए यदि आप विभिन्न अंगों में जाते हैं तो आप उनकी अभिव्यक्ति को देख सकते हैं कैसे अभिव्यक्ति पैटर्न एक विकासात्मक चरण से दूसरे विकासात्मक चरण या एक ऊतक से दूसरे ऊतक में बदल रहे हैं आजकल यह आरएनए अनुक्रमण है यह अगली पीढ़ी की अनुक्रमण है यह बहुत सस्ता है और बहुत आसानी से उपलब्ध है तो अब लोग आरएनए अनुक्रमण कर रहे हैं और माइक्रोएरे की तुलना में इसके कुछ फायदे हैं पहला लाभ यह है कि माइक्रोएरे के लिए चिप्स को उत्पन्न करने के लिए आपके पास अनुक्रम जानकारी होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि जीव के जीनोम को क्रमबद्ध करना होगा उसके बाद ही आप चिप के लिए जांच को परिभाषित कर सकते हैं लेकिन आरएनए अनुक्रमण में भले ही जीनोम अनुक्रम न हो आरएनए अनुक्रमण के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा सकता है दूसरा यूकेरियोटिक जीव में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया वैकल्पिक आरएनए स्प्लिसिंग है वैकल्पिक RNA स्प्लिंग तब होता है जब एक जीन में कई इंट्रोन्स होते हैं तो हमें इंट्रॉन 1 इंट्रॉन 2 और इंट्रॉन 3 मान लें इसलिए वहाँ एक बड़ी संख्या में जीन विनियमन होता है जो स्पाइसिंग के स्तर पर होता है वैकल्पिक splicing केवल भिन्न इंट्रॉन का वैकल्पिक रूप से स्लाइसिंग करके अनिवार्य रूप से एक ही जीन से एक से अधिक प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करता है उदाहरण के लिए यदि आप सभी इंट्रोन्स को स्पलाइस करते हैं तो एक मैसेंजर आरएनए आप यहां से उत्पन्न कर सकते हैं फिर आप एक मैसेंजर आरएनए उत्पन्न कर सकते हैं जहां आप इंट्रॉन 1 को विभाजित नहीं करते हैं या आप इंट्रो 2 को विभाजित नहीं करते हैं या आप इंट्रो 3 को विभाजित नहीं करते हैं या आप किसी एक को विभाजन करते हैं यहां तक कि इंट्रॉन को छोड़ सकते हैं आप इस एक्सॉन को इंट्रॉन के साथ splice कर सकते हैं तो यह एक ही जीन से बड़ी संख्या में विभिन्न ट्रांसक्रिप्ट्स प्रदान करता है और माइक्रोएरे प्रयोग में चिप में सभी स्पलाइस वेरिएंट की जांच करना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यदि आप नहीं जानते हैं किसी विशेष जीन के लिए कितने स्प्लिस संस्करण मौजूद हैं तो यह बहुत मुश्किल है क्योंकि आम तौर पर जब आप चिप डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप एक विशेष जीन के लिए एक विशेष तीन ओलिगो के लिए एक या शायद दो या शायद तीन चिप्स रखते थे लेकिन अगर यहां कुछ इंट्रॉन है तो आपके पास इंट्रॉन या स्प्लिस वेरिएंट एक विशिष्ट चिप्स नहीं होगा लेकिन आरएनए अनुक्रमण के मामले में मूल रूप से यह सभी स्प्लिस वेरिएंट को कैप्चर कर सकता है तो यदि आप इस तकनीकी को देखते हैं कि आर एन ए सीक्वेंसिंग कैसे काम करता है तो आप कुल मैसेंजर आर एन ए को निकाल सकते हैं और फिर आप विशिष्ट रूप से टोटल RNA से मैसेंजर आर एन ए का चुनाव कर सकते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आप सभी यह जानते हैं कि मैसेंजर RNSs के पास केबल 3' पर पॉलि टेल A होता है और फिर आप ओलीगो डीटी टैग का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रणाली का उपयोग करके आप कुल आर एन ए आबादी से मैसेंजर आर एन ए को चुन सकते हैं और फिर आप उस आर एन ए का उपयोग करके फ्कक्सेशन पृथक्करण कर सकते हैं आप आर एन ए का एक छोटा फ्रेगमेंट बना सकते हैं और फिर कुछ रेंडम यादृच्छिक प्राइमरों का उपयोग कर सकते हैं रैंडम प्राइमर मूल रूप से विभिन्न अनुक्रमों के साथ छोटे छह न्यूक्लियोटाइड प्राइमर होते हैं इसलिए यह अनियमित तरीके से जाट कर विभिन्न भागों में बंध जाता है और तब आप पहला स्टैंड cDNA बना सकते हैं दूसरे स्टैंड cDNA का संश्लेषण कर सकते हैं तो मूल रूप से आप भिन्न छोटे cDNA फ्रेगमेंट को उत्पन्न कर रहे हैं और यह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और तब आप उन प्राइमर में जिनके अंत में फास्फेट नहीं है उन में फास्फेट लगा सकते हैं तो आप फॉस्फेट प्रदान कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको आगे की लिगेशन प्रक्रिया के लिए इसका उपयोग करना है अगर उनके पास फॉस्फेट नहीं है तो वे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकते हैं तो आप फॉस्फेट लगाकर अंतिम भाग को ठीक कर सकते हैं और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं आप फ्लैंकिंग A को इसमें जोड़ सकते हैं पॉली ए पॉलीमरेस का उपयोग करके कर सकते हैं यदि आप इस A टेल् को जोड़ते हैं तो आप इस फ्रेगमेंट को ले सकते हैं और कुछ एडाप्टर को जोड़ या ligate कर सकते हैं इस एडेप्टर के पास T का एक स्ट्रेच हो सकता है तो T और A आपस में समाहित होंगे और वह एक ligatiom प्रक्रिया कर सकते हैं तो यहां आवश्यक रूप से आप क्या उत्पन्न कर रहे हैं आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बना रहे हैं जिनके दोनों सिरों के अंत पर एडाप्टर हैं और फिर आप इन एडेप्टर के सीक्वेंस को जानते हैं और आप इस एडेप्टर सीक्वेंस का उपयोग कर सकते हैं और इसको लेकर संपूर्ण DNA को सीक्वेंस कर सकते हैं इसलिए यदि आप RNA कि दो विभिन्न जन संख्याओं को लेते हैं तो आप दो अलग फ्रेगमेंटेड cDNA पॉपुलेशन बना सकते हैं और यदि आप उसको सिक्वेंस करते हैं और तुलना करते हैं तो आप विभिन्न RNA का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की पहचान कर सकते हैं तो मैं दोबारा कुछ ऐसी उदाहरण देता हूं जहां डिफरेंशियल एक्सप्रेशन पेटर्न की पहचान करने के लिए RNA अनुक्रमण का उपयोग किया गया है उदाहरण के लिए यहां अलग अलग अवस्थाओं के फल लिए गए हैं और कुल आरएनए निकाले गए और आरएनए अनुक्रमण किया गया और आप स्पष्ट रूप से विभिन्न जीन और उनकी अभिव्यक्ति पैटर्न देख सकते हैं यदि आप इस जीन को लेते हैं या इनमें से किसी जीन को लेते हैं तो इसमें इस चरण में बहुत की कम एक्सप्रेशन हुआ है किंतु यदि आप यहां आते हैं तो इस चरण के अंत में एक्सप्रेशन की मात्रा वास्तव में बहुत ही ज्यादा हो रही है तू विभिन्न प्रकार के जीन का विभिन्न एक्सप्रेशन होता है यह RNA सीक्वेंसिंग का हीट मैप डाटा है जोकि सूट के विकास को प्रदर्शित करता है इसलिए यहां इन्होंने भिन्न प्रकार के सूट को लिया है जैसे कि द्वितीयक सूट्स प्राथमिक सूट्स मात्र वेरिएंट सूट और उन्होंने कुल RNA को अलग किया है और इन सभी विभिन्न प्रकार के सूट में आर एन ए सीक्वेंसिंग किया है और उन्होंने विभिन्न तरह के उत्तक स्पेसिफिक जीन की पहचान की है जो कि यहां उपस्थित हैं यह एक दूसरा उदाहरण है जहां पर गुलाब में पंखुड़ी के विकास के समय ट्रांसक्रिप्टोम डायनामिक के लिए तुलनात्मक RNA सीक्वेंसिंग विश्लेषण किया गया था जोकि एक रोसेस सदस्य है और जहां पर आप यह देख सकते हैं कि उन्होंने विभिन्न विकासात्मक चरणों के लिए अलग अलग चरणों की पटेल को लिया है और फिर उन्होंने RNA सीक्वेंसिंग विश्लेषण किया है वे यहां इन सभी प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन कारक को पहचान सकते हैं अपनी अध्ययन के आधार पर आप ट्रांसक्रिप्शन कारक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप उन सभी ट्रांसक्रिप्शन कारकों की पहचान कर सकते हैं जो अलग अलग व्यक्त किए जाते हैं RNA सीक्वेंसिंग में आप किसी दूसरी तकनीकी से भी जुड़ सकते हैं तो यही एकमात्र तकनीकी नहीं है और इस तरह से आप अधिक विशिष्ट अथवा ज्यादा परिभाषित तरीके से RNA सीक्वेंसिंग डाटा को प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास कोई विकासात्मक चरण है ठीक है मैं इसको यहां चित्रित कर देता हूं तो उदाहरण के लिए यदि आप किसी विशिष्ट विकासात्मक चरण का अध्ययन करना चाहते हैं हम आप रूट विकास के चरणों का अध्ययन करना चाहते हैं और आपको पता है कि जड़ों का विकास विकासात्मक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में होता है पार्श्व जड़ों की शाखाओं के बनने के लिए पहला चरण है कुछ कोशिकाओं में स्पेसिफिकेशन का होना तो यह परिपक्व कोशिकाएं हैं और अब यह स्टेम कोशिकाओं के गुणों को लेती है और फिर यह कोशिकाएं कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है वह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती हैं और वे प्राइमर्डिया का निर्माण करते हैं जिसको रूट प्राइमर्डिया कहा जाता है और फिर यह रूट प्राइमर्डिया कोशिका वशिष्टिकरण डिफरेंटशिएशन की प्रक्रिया से गुजरता है यह जड़ों के लिए विशेष डिफरेंटशिएशन प्रक्रिया को प्रारंभ करता है और फिर अंत में प्राइमर्डिया बाहर निकलता है अब यदि आप वास्तव में जीन की पहचान करना चाहते हैं आप इस पुस्तक को बहुत ही विशिष्ट तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं इसके लिए बहुत सी तकनीक उपलब्ध हैं इनमें से एक तकनीकी है लेजर कैप्चर माइक्रोडिसेक्शन आप यह सभी प्राइमर्डिया को इकट्ठा कर सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं और तब इस प्राइमर्डिया से संपूर्ण RNA को निकाल सकते हैं और तब आप इसकी पहचान कर सकते हैं अथवा आप कुछ wild type नमूने और म्युटेंट नमूने ले सकते हैं जहां पर एक विशेष ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक विशेष जीन गायब है और आप यह पहचान करना चाहते हैं जब आप एक विशेष जीन को उत्परिवर्तन करते हैं तो वह कौन से जीन है जिनका एक्सप्रेशन प्रभावित हो रहा है तब आप संपूर्ण RNA को ले सकते हैं और उत्तक के अनुसार कुल RNA निकाल सकते हैं और तब इन दो अलग परिस्थितियों में अथवा दो विशिष्ट म्युटेंट में डिफरेंशियल जीन को पहचानने के लिए RNA सीक्वेंसिंग करेंगे तो यह अभिव्यक्ति पैटर्न का विश्लेषण करने के बारे में है जहां हमने आज अध्ययन करने की कोशिश की है कि डिफरेंशियल अभिव्यक्ति पैटर्न की पहचान कैसे करें अब स्थानिक और टेंपोरल अभिव्यक्ति पैटर्न विश्लेषण करने के लिए कई विधि हैं जिनके बारे में हम अगली कक्षा में अधिक चर्चा करेंगे लेकिन बस उन्हें संक्षेप में पेश करने का एक तरीका आरएनए लोकलाइजेशन का अध्ययन करना है जिसे हम आरएनए आरएनए in situ संकरण द्वारा करने जा रहे हैं फिर आप प्रोटीन लोकलाइजेशन कर सकते हैं आप कुछ विशिष्ट एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं और लोकलाइजेशन कर सकते हैं तो आप ऊतकों में उनके विशिष्ट लोकलाइजेशन का अध्ययन कर सकते हैं और फिर आप प्रमोटर ट्रैपिंग कर सकते हैं जहां आप एक प्रमोटर कम रिपोर्टर जीन का उपयोग कर सकते हैं या आप ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन कर सकते हैं आप ट्रांसल्यूशनल फ्यूजन कर सकते हैं तो शायद हम इस कक्षा को यहाँ रोक देंगे और अगली कक्षा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे स्थानिक और टेंपोरल अभिव्यक्ति पैटर्न का अध्ययन करें और रिवर्स जेनेटिक्स आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से जीन के कार्यात्मक लक्षण वर्णन करें